नमस्ते और पूर्णांक अतिप्रवाह भेद्यता के इस प्रदर्शन में स्वागत करते हैं तो आज जो हम देख रहे हैं वह एक बहुत ही सरल प्रोग्राम है जो हम में से कई लोग वास्तव में इस विशेष तरीके से कोड करते हैं लेकिन हम वास्तव में प्रदर्शित करेंगे कि इस प्रोग्राम में एक भेद्यता है और हम दिखाएंगे कि इस भेद्यता का उपयोग वास्तव में निष्पादन को विकृत करने में कैसे किया जा सकता है या प्रोग्राम को बहुत ही असामान्य तरीके से व्यवहार करने के लिए बनाता है जिस कोड को हम देख रहे हैं वह VM में मौजूद है जिसे इस विशेष पाठ्यक्रम के साथ भेजा गया है जो सुरक्षा तंत्र अभियांत्रिकी NPTEL पाठ्यक्रम है और इस तरह के प्रोग्राम इस डायरेक्टरी NPTEL Codesmodule7 में मौजूद है तो हम फ़ाइल integer overflowc में देखते हैं अब हम जिस प्रोग्राम को देखते हैं वह बहुत सरल है दो फंक्शन एक मुख्य और फ़ंक्शन हैं मुख्य फ़ंक्शन में हमारे पास तीन स्थानीय चर हैं a b और c a का मान 1 है बी कमांड लाइन कथन से इनपुट लेता है और c निश्चित रूप से a b करता है अब यदि c का मान 0 से अधिक है मतलब यदि c एक धनात्मक संख्या है तो c का मान 0 हो जाता है और फ़ंक्शन समाप्त हो जाता है तो चलिए पहले इस काम को सही तरीके से देखते हैं और इसलिए उदाहरण के लिए हम इस कोड को बनाते हैं जैसे कि टीम बनाते हैं और फिर बनाते हैं और आप पूर्णांक अतिप्रवाह चलाते हैं और एक संख्या निर्दिष्ट करते हैं जैसे कि 55 और हम जो देखते हैं वह यह है कि योग मुद्रित है 55 1 के रूप में 56 है अब बस कोड को देखने से कोड में बग बहुत स्पष्ट नहीं है लेकिन अब जो हम अब प्रदर्शित करेंगे वह यह है कि इनपुट को बदलकर जो कि आमतौर पर उपयोगकर्ता नियंत्रण में होगा हमलावर इस प्रोग्राम को दुर्भावनापूर्ण तरीके से व्यवहार कराने में सक्षम होगा उदाहरण के लिए हमलावर b का एक धनात्मक मूल्य दे सकता है और इस विशेष फंक्शन को लागू कर सकता है तो एक भेद्यता जो हम वास्तव में यहाँ शोषण करने जा रहे हैं यह है कि इनमें से प्रत्येक int चर का आकार 2 31 है तो आमतौर पर यह एक साइंड इन्टिजर है तो अधिकतम मान जो इस 32 बिट मशीन पर साइंड इन्टिजर 2 31 1 में प्रदर्शित किया जा सकता है है तो यदि इस मूल्य को वास्तव में b के इनपुट के रूप में दिया जाता है तो यह अधिकतम मान 1 आवरण का कारण बनेगा और c का मान 0 हो जाएगा तो 2 31 1 का मान प्राप्त किया जा सकता है हम अभी उसकी गणना करेंगे तो इसे दशमलव मोड में रखा गया है और हम 2 31 1 लेते हैं यह विशेष मान 2147483647 होगा तो हम इसे इनपुट अतिप्रवाह के रूप में देते हैं और इस मान को यहां चिपकाते हैं और जो हम देखते हैं वह यह है कि वास्तव में c का मान 0 हो गया है और इसलिए यह if शर्त दर्ज नहीं हुई है बल्कि फ़ंक्शन को लागू किया जा रहा है तो हमलावर इस तरह से क्या कर सकते हैं कि वे हेरफेर कर सकते हैं जिसे आप अपने आप इनपुट लेते हैं ताकि एक अतिप्रवाह हो और आपने परीक्षण के दौरान इस तरह के अतिप्रवाह के बारे में नहीं सोचा होगा और इसके साथ ही वे कोड में वास्तव में कमजोर फंक्शनों को अंजाम दे पाएंगे और कई अन्य दुर्भावनापूर्ण पहलुओं को करते हैं तो इनमें से कुछ चीजों पर हमने वास्तव में पूर्णांक ओवरफ्लो के अनुरूप इस व्याख्यान के हिस्से के रूप में चर्चा की है जो हमने पिछले वीडियो में देखा है और इनमें से कई आधुनिक मैलवेयर का उपयोग करेंगे ऐसी कमजोरियां इन्टिजर ओवरफ्लो या साइंड इन्टिजर या इन्टिजर की चौड़ाई निष्पादन को विकृत करने और पेलोड बनाने में धन्यवाद